इस मॉड्यूल में हम औद्योगिक IoT के कुछ मुख्य समर्थक को जानेंगे और मूल बातें जिनके बारे में हम पहले ही व्याख्यान दे चुके हैं लेकिन हमें इन प्रमुख समर्थक को थोड़ा और विस्तार से समझने की आवश्यकता है और इसलिए हम सेंसिंग के साथ शुरुआत करेंगे संवेदन स्मार्ट अनुप्रयोगों में औद्योगिक IoT सबसे महत्वपूर्ण तत्व है इसलिए हम संवेदन के साथ शुरुआत करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये सेंसर कैसे काम करते हैं और समग्र स्मार्ट IoT औद्योगिक IoT अनुप्रयोगों में इन संवेदन तत्वों की उपयोगिता क्या है यदि हम IIoT सुविधाओं की पुनरावृत्ति लेते हैं तो हम बड़ी संख्या में औद्योगिक मशीनों कनेक्टेड मशीनों विभिन्न सेंसर नोड डिवाइसों के बारे में बात कर रहे हैं ये सेंसर डिवाइस विभिन्न संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से खुद से जुड़े हुए हैं मूल रूप से ये विभिन्न सेंसर डिवाइस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो बदले में इन अलग अलग मशीनों को बनाते हैं मेजबान मशीनें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं स्मार्ट मशीनों में मूल रूप से ये अलग अलग सेंसर होते हैं और बहुत सारे डेटा का उत्पादन करते हैं क्लाउड में या डेटा सेंटर में जिनका आमतौर पर या तो स्थानीय या ऑफ साइट पर विश्लेषण किया जाता है

यहां मूल रूप से हम स्मार्ट मशीनों स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं ये स्मार्ट मशीन भी स्मार्ट हैं क्योंकि वे स्वयं का पता लगा सकते हैं अगर किसी बिंदु पर कोई विफलता है या उत्पादन लाइन में या किसी भी बिंदु में उत्पादन में कोई विफलता है और यहां तक कि अगर कोई है मशीन डाउनटाइम या उत्पादन डाउनटाइम या ऐसा कुछ भी इसलिए इन उद्योगों में अलग अलग स्मार्ट सिस्टम स्मार्ट मशीनों द्वारा हर चीज का पता लगाया जाएगा हम सिस्टम की दक्षता उत्पादकता स्वास्थ्य सुरक्षा आदि के सुधार के बारे में बात कर रहे हैं यह कैसे किया जा सकता है और स्वायत्तता स्वचालित रूप से मूल रूप से इन चीजों का पता लगाया जा सकता है चाहे कोई भी मशीनरी या मशीनों का कोई भी हिस्सा दोषपूर्ण हो या कुछ भी गलत हो या ऐसा कुछ भी हो तो सब कुछ अपने दम पर पता लगाया जाना है तो यह कैसे संभव है कि इसे बनाने के लिए मूल तत्व संवेदन तत्व है हमें इन सेंसरों को और अधिक विस्तार से समझने की आवश्यकता है इससे पहले कि हम इन स्मार्ट सेंसिंग तत्वों के विभिन्न अनुप्रयोगों का पुनरावर्तन करें स्मार्ट सेंसर मूल रूप से पावर सेक्टर यूटिलिटी सेक्टर स्मार्ट पावर या यूटिलिटी स्मार्ट लॉजिस्टिक्स और सप्लाई स्मार्ट कम्यूनिकेशन स्मार्ट फैक्ट्री स्मार्ट कार स्मार्ट रोबोटिक्स स्मार्ट सिटीज स्मार्ट ग्रिड सब कुछ में अलग अलग IIoT एप्लीकेशन चलाते हैं मूल रूप से यह स्मार्ट घटक मुख्य रूप से इन विभिन्न मशीनरी उपकरणों और सिस्टम में एम्बेडेड इन स्मार्ट सेंसर के अस्तित्व के कारण है इसलिए हमें इस भाग को और अधिक विस्तार से समझने की आवश्यकता है यदि हम IIoT को देखें यदि हम समग्र रूप से देखें यह स्मार्ट सेंसिंग तत्व स्मार्ट सेंसर मूल रूप से बहुत नीचे हैं हमारे पास सबसे अलग परत में ये अलग अलग स्मार्ट सेंसर और एक्चुएटर हैं ये स्मार्ट सेंसर मूल रूप से क्या करते हैं वह जो महसूस करते हैं भेजते हैं और सेंस है जो कि IIoT और स्मार्ट निर्माण स्मार्ट फैक्टरी अनुप्रयोगों के पीछे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है स्मार्ट सेंसर के साथ उद्योग में सेंसर के उपयोग के क्या लाभ हैं हम रियल टाइम में किया जा सकता है फिर दूसरी उपयोगिता मूल रूप से मशीन की स्थिति की दृश्यता में सुधार है डिवाइस की स्थिति में और इसलिए दृश्यता में सुधार करने पर बढ़ती हुई उत्पादकता बेहतर गुणवत्ता दक्षता में सुधार इसी तरह विभिन्न सेंसर के उपयोग की मदद से परिचालन दक्षता में भी सुधार किया जाएगा गुणवत्ता प्रबंधन दक्षता और फिर सुरक्षा में सुधार डाउनटाइम इन सभी चीजों को इन विभिन्न सेंसर या स्मार्ट सेंसर के उपयोग की मदद से बहुत अधिक कुशल तरीके से किया जा सकता है तो आइए हम स्मार्ट निर्माण संयंत्र में समग्र रूप से संवेदन और भंडारण इकाई है हम कहते हैं कि यह केंद्रीय प्रसंस्करण नियंत्रण और भंडारण इकाई है जो मूल रूप से केंद्रीय नियंत्रक है फिर हम प्रसंस्करण भी कर रहे हैं न केवल प्रसंस्करण बल्कि भंडारण भी तब होता है जब हमारे पास रिमोट कंट्रोल यूनिट होता है यह नियंत्रण स्टेशन की तरह होता है जहां से उत्पादन प्रक्रियाओं की निगरानी की जा रही है तो यह रिमोट कंट्रोल यूनिट है इसलिए मूल रूप से यह वह जगह है जहां से कंट्रोलर या यूजर स्विचिंग चालू या बंद करने के साथ प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है इसलिए यह रिमोट कंट्रोल यूनिट है फिर हमारे पास यह एक उत्पादन इकाई है हमारे पास गुणवत्ता परीक्षण इकाई है मूल रूप से विभिन्न निर्माण भागों के उत्पादन के बाद हम कहते हैं कि ये निर्मित भाग या निर्माण उत्पाद हैं ये निर्मित उत्पाद एक कन्वेयर बेल्ट से गुजरेंगे गुणवत्ता परीक्षण यहाँ पर कि जाएगी चलिए हम मान लेते हैं फिर भागों की गुणवत्ता की जाँच हो जाएगी और आगे बढ़ेंगे और अंत में यह यहाँ पर आने वाला है और हम यहाँ पर होने वाली उत्पाद की इन विभिन्न इकाइयों की गिनती करने जा रहे हैं मतगणना यहां होगी और फिर मतगणना के बाद पैकेजिंग होगी हमारे पास एक रोबोटिक आर्म या रोबोट डिवाइस है जो इस पैकेजिंग में मदद कर रहा है और अंत में निर्मित होने वाली इकाइयों को बॉक्सिंग या पैक किया जा रहा है और परिवहन किया जा रहा है इसलिए स्मार्ट लॉजिस्टिक्स इस बिंदु से तस्वीर में आने वाला है ये एक स्मार्ट विनिर्माण संयंत्र के विभिन्न घटक हैं और ये अलग अलग घटक जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी अलग अलग संवेदी इकाइयाँ हैं और न केवल संवेदन इकाइयाँ हैं बल्कि ये इकाइयाँ एक दूसरे से बात भी कर सकती हैं वे सेंस करते हैं और वे जानकारी को कहीं भेज सकते हैं और आम तौर पर इस मामले में इस जानकारी को सेंस किया जाता है और इन सभी अलग अलग इकाइयों से इन सभी अलग अलग सूचनाओं को भेज दिया जाता है और इसे केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई या केंद्रीय नियंत्रक या भंडारण को भेज दिया जाता है इकाई यहाँ पर तो या तो यह सीधे भेजा जा रहा है या multi hub संचार के माध्यम से हो सकता है या इस विशेष नोड के माध्यम से जो कि एक मध्यवर्ती नोड है जो विनिर्माण संयंत्र में इन सभी अलग अलग बिंदुओं से यह सारा डेटा एकत्र करने वाला है और इसे भेजेगा केंद्रीय प्रोसेसर को हमारे पास यह रिमोट स्विच ऑन या ऑफ है जो मूल रूप से प्रक्रिया या स्विच की प्रक्रिया शुरू करता है और यह उस केंद्रीय नियंत्रक से होता है जहां उपयोगकर्ता बैठा होता है और फिर हमें यह कहता है कि यह स्विच ऑन है इसलिए आप इस प्रक्रिया को चालू करते हैं एक बार जब यह स्विच ओन हो जाता है तो डेटा को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भेज दिया जाता है और इसे एक सिग्नल पर भी भेजा जाता है यूनिट सिग्नल को उस फैक्ट्री में भेजा जाता है जो प्रोडक्शन प्लांट भेजा जाता है इसलिए उत्पादन प्रक्रिया यहां से शुरू होती है तो अगर तब ये सभी डेटा जो संवेदी हैं और भेजे जाते हैं उन्हें इस तरह की केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई में संग्रहीत किया जाता है उत्पादन शुरू होता है विनिर्माण शुरू होता है और फिर इन निर्मित इकाइयों में से प्रत्येक का उत्पादन होने जा रहा है और आगे की प्रक्रिया के लिए कन्वेयर पर रखा जाता है तो अगला कदम मूल रूप से गुणवत्ता परीक्षण के लिए है इन निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता का परीक्षण इकाई द्वारा इकाई यह इकाई इस गुणवत्ता परीक्षण को करने जा रही है और फिर इस डेटा को इस विशेष परिदृश्य में यहाँ से भेजा जा रहा है जैसा कि आप इस बिंदु से देख सकते हैं कि यह सेंस हो रहा है और यहाँ पर भेजा जा रहा है और यह एक पुराने डिवाइस की तरह एक मध्यवर्ती hop की तरह है जो इन सभी अलग अलग डेटा को इकट्ठा करने जा रहा है और फिर या तो यह आंशिक रूप से यहां प्रक्रिया करेगा या पूरी तरह से यह डेटा केंद्रीय प्रोसेसर को भेजा जाएगा फिर उत्पाद इस विशेष बिंदु पर आ जाता है जहां उत्पादन की इकाइयों की संख्या की गणना इकाइयां जिनका न केवल उत्पादन किया गया है बल्कि यहां पर परीक्षण किया गया है कि यह गिनती इन उत्पादों की गिनती होती है और फिर इस डेटा को फिर से सेंस किया जाता है और यहाँ उसे मध्यवर्ती नोड पर भेजा जाता है यह मध्यवर्ती नोड फिर से इस जानकारी को आगे की प्रक्रिया और भंडारण के लिए केंद्रीय प्रोसेसर को भेजता है फिर उत्पाद आगे बढ़ता है इसे पैक किया जाता है और यह जानकारी फिर से सीधे यहां नहीं भेजी जाती है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह दिखा रहा है कि यह सीधे केंद्रीय प्रोसेसर पर भेजा जाता है पिछले उदाहरण में ये सभी इकाइयाँ इसे उस मध्यवर्ती नोड को भेज रही थीं और यह मध्यवर्ती नोड इसे केंद्रीय प्रोसेसर को भेज रहा था और यहाँ पर यह पैकेजिंग इकाई जो भी जानकारी है वह इसे सीधे केंद्रीय प्रोसेसर को भेजती है और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस काम को करने के दो तरीके हैं तो एक तरीका मूल रूप से यह है कि आप इसे कुछ मध्यवर्ती नोड को भेजते हैं और जो संवेदन के बिंदु से बहुत दूर नहीं है और मूल रूप से यह उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया है और एक बार जब यह किया जाता है तो यह है कि आप जल्दी कर सकते हैं प्रसंस्करण के संदर्भ में संवेदी डेटा की प्रतिक्रिया लेकिन क्योंकि आमतौर पर ये मध्यवर्ती नोड्स बहुत अधिक प्रसंस्करण करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित उपकरण नहीं हैं इसलिए आंशिक रूप से वे कुछ प्रसंस्करण कर सकते हैं लेकिन फिर बाकी जानकारी वे इसे केंद्रीय प्रोसेसर को भेज देंगे जैसे कि डेटा सेंटर या क्लाउड या जो भी हो आगे की प्रक्रिया के लिए और इस मामले में इस उदाहरण में विकल्प को सीधे केंद्रीय प्रोसेसर में भेजना था और यही वह पैकेजिंग इकाई है जो इस मध्यवर्ती नोड की मदद लेने के बजाय इसे सीधे केंद्रीय प्रोसेसर पर भेज रही है और यह भी एक विकल्प है तो दोनों करने के फायदे और नुकसान हैं ये उत्पाद आगे बढ़ जाते हैं इनके पैक होने के बाद और स्वचालित रूप से उत्पादों को ट्रकों या किसी भी वाहन पर लोड किया जाता है इन उत्पादों को ले जाने के लिए पैकेजों को ट्रक पर लोड किया जाता है और यह जानकारी उस केंद्रीय प्रोसेसर को भी भेजी जाती है तो कुल मिलाकर यह है कि यह तीर कैसे मूल रूप से आपको दिखाते हैं जहां संवेदन और फिर संचार हुआ इन सभी अलग अलग बिंदुओं पर संवेदीकरण हुआ लेकिन फिर ये हरे तीर आपको दिखाएंगे कि कैसे संवेदी डेटा इस विनिर्माण संयंत्र से केंद्रीय प्रोसेसर तक प्रवाहित होने जा रहा है यह यहाँ पर दिखाया गया है इसलिए ये सेंसिंग डिवाइस बहुत महत्वपूर्ण हैं तो इन सेंसिंग डिवाइसेस में सेंसर होता है जो वास्तव में वह तत्व है जो पर्यावरण के इन परिवर्तनों या किसी अन्य चीज़ के प्रति संवेदनशील होता है जिसे वे समझ रहे हैं तो ये सेंसर केंद्रीय हैं फिर हमारे पास अन्य घटक हैं प्रोसेसर बैटरी की तरह बिजली प्रबंधन इकाई या जो भी processor है जो थोड़ा प्रसंस्करण करेगा और फिर संचार के लिए आमतौर पर यह है wireless संचार मॉड्यूल लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे वायरलेस होना चाहिए लेकिन आमतौर पर यह IOT में वायरलेस है लेकिन इसे wired भी किया जा सकता है या यह वायर्ड और वायरलेस संचार दोनों का मिश्रण हो सकता है तो यह एक IoT सेंसिंग डिवाइस की विशिष्ट संरचना या ब्लॉक आरेख है तो आइए हम इनमें से प्रत्येक सेंसर को एक एक करके देखें हम तापमान सेंसर के साथ शुरू करेंगे तो कई के नीचे रहता है कारखाने में एक कक्ष एक निश्चित तापमान सीमा से नीचे रह रहा है इसलिए तापमान निगरानी बहुत आम है यह अधिकांश स्मार्ट कारखानों और विनिर्माण संयंत्रों में बहुत आवश्यक है तो हमारे पास एक तापमान सेंसर का उदाहरण है जो एनालॉग वैरिएंट है एनालॉग तापमान सेंसर तो हमारे पास एनालॉग तापमान सेंसर हो सकते हैं हमारे पास डिजिटल तापमान सेंसर हो सकते हैं यह संस्करण यह मॉडल LM 35 यह एक एनालॉग तापमान सेंसर का है जो एनालॉग वोल्टेज उत्पन्न करता है इसलिए इस तापमान संवेदक का उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जा सकता है जो तापमान की जांच कर सकता है या विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग किए जा रहे विभिन्न उपकरणों के तापमान की निरंतर निगरानी कर सकता है इस उदाहरण में यह LM 35 कुछ आउटपुट वोल्टेज पैदा करता है कुछ आउटपुट वोल्टेज जो रैखिक रूप से सेल्सियस तापमान के लिए आनुपातिक है जो सेल्सियस तापमान के लिए आनुपातिक है इसलिए हमारे पास इस मामले में यह एलएम 35 तीन अलग अलग पिनों के साथ आता है एक यह वोल्टेज एक VCC है ADC एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण के लिए है और फिर हमारे पास ग्राउंड है तो आइए हम इनमें से प्रत्येक घटक को यहाँ देखें यह एक तापमान सेंसर का एक उदाहरण है LM 35 नहीं हमारे पास LM 35 मॉडल नहीं है लेकिन यह वह है जिसे हम इस तापमान संवेदक का उपयोग कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और इसलिए मैंने आपको बताया था कि यह तीन अलग अलग पिंस हैं तो एक मूल रूप से ग्राउंड है दूसरा एक वास्तव में सिग्नल भेजने के लिए है और तीसरा एक उच्चतम वोल्टेज भेजने के लिए है आमतौर पर यह 5 वोल्ट है यह 5 वोल्ट या 33 वोल्ट हो सकता है इस मामले में इस विशेष सेंसर के लिए यह 5 वोल्ट है तो यह एक नीला रंग का wired मूल रूप से एक है जो 5 वोल्ट से जुड़ रहा है यह microcontroller है जिससे सेंसर जुड़ा हुआ है यह नीले रंग का एक VCC 5 वोल्ट से जुड़ रहा है फिर हमारे पास यह ground है यह ground काले रंग का तार है तो जिस काले रंग का तार लगाया जाता है वह इस माइक्रोकंट्रोलर की ground से जुड़ा होता है और फिर हमारे पास यह सफेद रंग का होता है जो मूल रूप से सिग्नल को भेजता है जिससे तापमान मान वास्तविक तापमान मान जाता है और इस विशेष तार के माध्यम से भेजा जाता है तो यह है कि यह कैसा दिख रहा है यदि आप इन सेंसर को माइक्रोकंट्रोलर से जोड़ते हैं तो यह है कि यह कैसा दिखने वाला है जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि तापमान सेंसर बहुत महत्वपूर्ण हैं मैंने आपको एक एनालॉग तापमान सेंसर दिखाया है लेकिन हमारे पास डिजिटल तापमान सेंसर भी हो सकते हैं एक डिजिटल तापमान सेंसर का कामकाज एनालॉग सेंसर के कामकाज से थोड़ा अलग है यह एक डिजिटल तापमान सेंसर का एक उदाहरण है मॉडल DS1621 है और यह विशेष सेंसर 9 bits तापमान डेटा उत्पन्न करेगा और यह सेंसर डिजिटल सेंसर 27 से 55 वोल्ट की रेंज में संचालित होता है इसलिए उपयोगकर्ता इस विशेष सेंसर का उपयोग करके थर्मास्टाटिक के लिए है और यह DA वह है जो डेटा अधिग्रहण के लिए डेटा अधिग्रहण को ले जाएगा तो यह I2C बस के लिए है ये पोर्ट वहां हैं और ये रजिस्टर एक हैं जो पुल ऑन करते हैं तो हमारे पास ये पुल ऑन रजिस्टर हैं जो मूल रूप से एक निश्चित तरीके से इस कनेक्टिविटी प्रक्रिया में मदद करते हैं इसलिए मैं रजिस्टरों पर इन पुल के विवरण में नहीं जा रहा हूं लेकिन रजिस्टरों पर इन पुल की आवश्यकता होती है और वे 47 से 10 kilo ohms के दायरे में संचालित होते हैं तो हमारे पास तब इस तरीके से इन डिजिटल सेंसर से उत्पादन होता है तो ये अलग अलग आउटपुट हैं जो हो सकते हैं तो मैंने आपको बताया कि आउटपुट मूल रूप से 9 bits के तापमान डेटा के रूप में उत्पन्न होते हैं और ये अंतिम तीन bits हैं जिन्हें यहां दिखाया गया है और हम इन सभी का संयोजन कर सकते हैं यह मूल रूप से 000 या क्रम परिवर्तन हो सकता है क्रमचय 011 यहाँ पर यह 011 है ये मूल रूप से अलग अलग अर्थ हैं मेरा मतलब है कि इन 000 में से प्रत्येक सेंसर के इन प्रकारों में से किसी एक से कनेक्ट होता है फिर एक दूसरे के लिए 011 फिर हम एक और सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले औद्योगिक सेंसर पर एक नज़र डालेंगे जो कि accelerometer सेंसर है और यह यह एक्सेलेरोमीटर सेंसर है जिसे यहाँ दिखाया गया है यह मूल रूप से यह ADXL335 एक्सेलेरोमीटर सेंसर कैसा दिखता है और ये अलग अलग पिन कॉन्फ़िगरेशन हैं ये एक्सेलेरोमीटर सेंसर इस तरह से एक माइक्रोकंट्रोलर से जुड़े होते हैं पहला VCC के संचालन के अधिकतम वोल्टेज से मेल खाता है फिर आपके पास ये ADC's ADCI 0 एडीसी 0 1 2 और ग्राउंड हैं और ये वही हैं जो वास्तव में डेटा ले जाने के लिए जिम्मेदार होंगे और हमारे यहां 3 एडीसी क्यों है क्योंकि एक्सीलरोमीटर डेटा X Y और Z के रूप में आते हैं और इन एनालॉग वोल्टेज को इस प्रोसेसर में इन विभिन्न पोर्ट्स 0 1 और 2 के माध्यम से इस तरीके से कैप्चर करना होगा तो मैं आपको यहाँ पर एक एक्सेलेरोमीटर सेंसर का उदाहरण दिखाता हूँ यह एक एक्सेलेरोमीटर सेंसर है यह एक एक्सेलेरोमीटर सेंसर है यह बहुत छोटा है इसलिए आप इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पा रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह आपको एक उचित विचार देगा अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं यह पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करता है इसलिए यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमें इसकी आवश्यकता है हमारे यहाँ 4 तार हैं पिछले एनालॉग तापमान के विपरीत हमारे पास 4 तार हैं तो हमारे पास 4 तार हैं और हमारे पास 2 रजिस्टर हैं ये वे पुल ऑन रजिस्टर हैं जो मैं आपको पहले बता रहा था ये 2 पुल ऑन रजिस्टरों हैं आप नीले रंग के इन रजिस्टरों को देख सकते हैं तो इन पिनों के अनुरूप क्या होते हैं तो पीले रंग और ग्रे रंग वाले वे हैं जो कि ग्राउंड और वीसीसी लाल और नारंगी रंग वाले हैं जो एक्सेलेरोमीटर मान प्राप्त कर रहे हैं इसलिए आप यहां बहुत अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं क्योंकि यह आकार में बहुत छोटा है लेकिन मैं आपको प्रभावित करना चाहता हूं क्या आप इन पिन सेंसर को देख सकते हैं यदि यह एक खुला हार्डवेयर है तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं आसानी से इन पिन विन्यास तक पहुँच प्राप्त करें और इन पिन कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पिन मूल रूप से माइक्रोकंट्रोलर के किस पोर्ट से जुड़ता है तो यह वह है जो आप करते हैं मूल रूप से आप सेंसर को माइक्रोकंट्रोलर से इस तरीके से जोड़ते हैं यह एक्सेलेरोमीटर सेंसर है फिर हमारे पास एक और सेंसर है जो औद्योगिक उपयोग के लिए भी बहुत सामान्य है जो गैस सेंसर है और गैस सेंसर के अलग मूल रूप से 0 वोल्ट की तरह है यह आपके प्लस 5 या प्लस 35 वोल्ट की तरह है और फिर आपके पास यह ADC है कोई भी ADC एक है जो वास्तव में उस गैस सेंसर में जो सेंस हो रहा है उसके बारे में संकेत ले रहा है तो यह गैस सेंसर मूल रूप से विभिन्न गैसों की एकाग्रता को मापता है और इसका पता लगाता है और इसे एलपीजी प्रोपेन और हाइड्रोजन की सांद्रता में एनालॉग वोल्टेज के रूप में मॉनिटर करने के लिए इस तरह से बनाया गया है तो पहले की तरह मैं आपको गैस सेंसर का उदाहरण दिखाता हूं आइए हम आपको गैस सेंसर दिखाते हैं तो यह गैस सेंसर है यह एक गैस सेंसर है और यह गैस सेंसर मूल रूप से पिछले सेंसर की तरह है जैसा कि आप देख सकते हैं 3 पिन 3 पिन 3 पोर्ट तो यह आपको पता होना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन सा पिन मूल रूप से किस से मेल खाता है तो लाल एक मूल रूप से इस VCC से मेल खाता है यह लाल तार VCC से कनेक्ट हो रहा है जो 5 वोल्ट के लिए पोर्ट है फिर आपके पास एक और पिन है इस विशेष सेंसर में जिस तरह से इसे बनाया गया है एक डिजिटल आउटपुट है जिसे हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इसके एनालॉग वेरिएंट में रुचि रखते हैं जो कि एनालॉग आउटपुट है और यह एनालॉग आउटपुट जुड़ा हुआ है इस नीले रंग के माध्यम से जहां खेद है कि हरे रंग के इस सेंसर से इस माइक्रोकंट्रोलर को तार दिया गया है और यह वह है जिसके माध्यम से वास्तव में गैस एकाग्रता के बारे में संकेत आ रहा है और फिर हमारे पास ग्राउंड मूल रूप से एक है जो काले तार का उपयोग करके जुड़ा हुआ है तो यह है कि आप माइक्रोकंट्रोलर्स से जुड़े विभिन्न सेंसर को कैसे कनेक्ट करते हैं तो मैंने आपको 3 उदाहरण दिखाए हैं पहला एनालॉग तापमान सेंसर था फिर मैंने आपको एक्सेलेरोमीटर सेंसर का उदाहरण दिखाया है और यह माइक्रोकंट्रोलर से कैसे जुड़ता है और यह मूल रूप से एक गैस सेंसर है और यह माइक्रोकंट्रोलर से कैसे कनेक्ट होता है तापमान सेंसर का उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोगों जैसे पेट्रोकेमिकल रक्षा एयरोस्पेस उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर वाहन और इसी तरह से किया जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण हैं तरल पदार्थों के तापमान की गर्मी की निगरानी के लिए Pharmaceutical उद्योग इन तापमान सेंसर का बहुत उपयोग करते हैं तापमान सेंसर के अलावा magnetostrictive सेंसर हो सकते हैं जो मूल रूप से फेरोमैग्नेटिक सामग्रियों में अलग अलग समय के तनाव या खिंचाव को मापते हैं ये आमतौर पर स्टील पाइप के निरीक्षण मशीनरी की स्थिति की निगरानी और वाहन सुरक्षा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है अन्य औद्योगिक सेंसर टॉर्क सेंसर प्रेशर सेंसर वैक्यूम सेंसर एक्सेलेरेशन सेंसर स्पीड सेंसर PIR सेंसर जैसे हैं PIR सेंसर मूल रूप से अपने आसपास के क्षेत्र में मानव शरीर से आने वाले अवरक्त विकिरण का पता लगाता है इसका उपयोग स्वचालित घंटी करीब करीब मानव पहचान लॉबी में लिफ्ट सामान्य सीढ़ी और शॉपिंग मॉल के लिए किया जाता है पीआईआर सेंसर का आमतौर पर उपयोग किया जाता है आईआर विकिरण पर आधारित हैं अन्य प्रकार के सेंसर भी हैं जैसे कि इमेज सेंसर अल्ट्रासोनिक सेंसर जो कि अल्ट्रासाउंड भेजने पर आधारित ध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं ये अल्ट्रासोनिक सेंसर आमतौर पर वस्तु का पता लगाने दूरी को मापने गतिशील शरीर का पता लगाने टैंकों के तरल स्तर की निगरानी कचरा निगरानी विनिर्माण प्रक्रिया ऑटोमोबाइल लोगों का पता लगाना के लिए भी उपयोग किए जाते हैं अन्य सेंसर भी संभव हैं अलग ऑप्टिकल सेंसर विकिरण सेंसर स्तर सेंसर फ्लो सेंसर टच सेंसर गैस सेंसर और इतने पर जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए अन्य सेंसर इसलिए इस विशेष व्याख्यान में हमने औद्योगिक परिदृश्यों में स्मार्ट एप्लिकेशन बनाने के लिए इन विभिन्न प्रकार के सेंसर का उपयोग देखा है हमने 3 प्रकार के सेंसर के पिन कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक है जिसे आगे विस्तारित करने की आवश्यकता होगी स्मार्ट कारखानों स्मार्ट कारखानों में स्मार्ट अनुप्रयोगों और इतने पर निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाना होगा यहाँ इन संदर्भों में से कुछ हैं आप इनका उपयोग कर सकते हैं यह एक विषय है जो स्वयं सेंसर द्वारा एक विषय है तो आप मूल रूप से इन विभिन्न सेंसर पर बहुत सारे साहित्य पा सकते हैं जिस तरह से सेंसर बनाए गए हैं और इसी तरह ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से सेंसर फैब्रिकेशन पर काम करते हैं और एक प्रकार के सेंसर फैब्रिकेशन के लिए पहली बार सिंगल सेंसर तैयार करने में कई महीने से लेकर कई साल लग सकते हैं यदि आप पहली बार सेंसर के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं तो यह सेंसर के प्रकार पर निर्भर करता है एक विशेष सेंसर के डिजाइन के साथ आने में कई महीनों से कई साल लग सकते हैं और ये इनमें से कुछ सामान्य हैं सेंसर जो मैंने आपको दिखाए हैं जो बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं तो आपको किसी विशेष सेंसर के डिजाइन इसके निर्माण इसके निर्माण के बारे में वास्तव में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक पूरी तरह से अलग बॉलगेम है और हम वास्तव में जब तक हम बहुत रुचि नहीं रखते हैं और हम प्रत्येक में गहरी जानकारी नहीं पातें हैं तब तक हम सेंसर निर्माण में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे तो आसानी से यह पूरी तरह से एक पूरी तरह से अलग कहानी है इसके साथ हम इसके भाग 1 और फिर भाग 2 के अंत में आते हैं मूल रूप से हम अधिक विस्तार से गुजरेंगे जब हम इनमें से एक अलग सेंसर गैस सेंसर को लेंगे और आप जानेंगे गैस सेंसर का उत्पादन कैसे करें मैं आपको दिखाऊंगा कि गैस सेंसर का कार्य सिद्धांत क्या है धन्यवाद